इस सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है हमने एंटिटी लिंकिंग के बारे में बात की है और हमने दो अलग अलग एप्रोच के बारे में भी बात की है एक एप्रोच जहां हम कॉमननेस में कीफ्रेजनेस का उपयोग करते हैं और यह पता लगाने के लिए कि उपयुक्त उल्लेख क्या हैं और आप उन्हें नॉलेज बेस में उनके संबंधित संदर्भ से कैसे लिंक करते हैं और हम विकिपीडिया को अपना नॉलेज बेस मान रहे थे और हमें कीफ्रेजनेस और कॉमननेस का उपयोग करने के साथ एक विशेष समस्या का पता चला है तो समस्या क्या है कॉमननेस में हम क्या कर रहे थे हम हमेशा उस पेज को ले रहे थे जिसमें सबसे ज्यादा कॉमननेस हो तो इससे क्या होगा माना कि मेरे पास ट्री जैसा शब्द है और सेंस ट्री के लिए कॉमननेस 9282 प्रतिशत है लेकिन अन्य कॉन्सेप्ट्स शायद ही कभी होती हैं जैसे कि 294 प्रतिशत 257 प्रतिशत और इसी तरह तो आप जो भी देख रहे हैं जहां भी ट्री शब्द होता है आप डिफ़ॉल्ट रूप से इसे ट्री के पहले अर्थ को असाइन करेंगे और आप कांटेक्स्ट को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे तो यहाँ आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में आर्टिकल है और आपके पास एक वाक्य है जहां ट्री शब्द आता है और कॉमननेस का उपयोग करने के कारण आप इसे हमेशा सेंस ट्री में असाइन करेंगे लेकिन सही अर्थ में यह ट्री डेटा स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें बहुत छोटी कॉमननेस है वह केवल 257 प्रतिशत है तो आपको सही डेटा स्ट्रक्चर को सही अर्थों में असाइन करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है सही अर्थ है में यह एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको यहाँ कांटेक्स्ट का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो कि रेफरेंट शब्द हैं जो मैं कांटेक्स्ट में देख रहा हूं अब सवाल यह है कि हम कांटेक्स्ट का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं अब मैं कांटेक्स्ट में कुछ रैंडम शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता मैं उन शब्दों का उपयोग उस कांटेक्स्ट में करना चाहता हूं जिनका विकिपीडिया पेज पर वास्तविक पत्राचार हो ताकि मैं विकिपीडिया पेज के बारे में कुछ पता लगा सकता हूँ कि विकिपीडिया पेज कितना सामान्य है अब हम इसी समस्या में पड़ गए हैं कि मैं अपने किसी भी पेज पर विकिपीडिया रेफ़रेंस का उपयोग कैसे करूँ जब अभी तक डिसअम्बिगुईशन नहीं हुआ है अभी मैं केवल डिसअम्बिगुईशन के स्तर पर हूँ तो मैं वास्तविक एंटिटीस और एंटिटी पेज का उपयोग कैसे करूं उसके लिए एक अच्छे ट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है और यह विचार ठीक है इस शब्द के साथ कई अन्य शब्द हैं जो इस आर्टिकल या इस टेक्स्ट के टुकड़े में आ रहे हैं और इनमें से कुछ एप्रोप्रियेट मेंशनस है और वे एक या कई विकिपीडिया पेजेज में होंगे अब इनमें से कुछ कम से कम ऐसे होंगे जिनका विकिपीडिया में एक यूनिक डिसअम्बिगुईशन पेज है तो विकिपीडिया में एक यूनिक पेज है जहाँ वे लिंक करते हैं और वहां मुझे किसी भी प्रकार की डिसअम्बिगुईशन करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं केवल उन पेजेज का उपयोग क्यों नहीं करता जिनके पास विकिपीडिया में यह जानने के लिए एक यूनिक पेज है कि इस एंट्री ट्री के लिए विकिपीडिया पेज में क्या अच्छा होना चाहिए इसलिए ऐसा किया जाता है तो यह परिकल्पना है कि यदि आपके पास पर्याप्त लोंग टेक्स्ट है तो आप उन शब्दों का पता लगा सकते हैं जिनमें से किसी भी प्रकार की डिसअम्बिगुईशन की आवश्यकता नहीं है ऐसे कुछ शब्द होंगे जिनका विकिपीडिया में केवल एक मेंशन या एक रेफ़रेंस है इस अस्पष्ट डॉक्यूमेंट में इस अनएमबीगुइस लिंक का उपयोग करें जो डिसअम्बिगुएट कांटेक्स्ट को एमबीगुइस करता है तो यहाँ क्या विचार है इसलिए आपको यह आर्टिकल दिया गया है और आप यह जानना चाहते हैं कि इस शब्द के लिए उपयुक्त अर्थ क्या है तो एक अर्थ में मेरा मतलब है कि विकिपीडिया में उपयुक्त लिंक क्या है क्या यह ट्री ट्री ग्राफ थ्योरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर सेट थ्योरी आदि हैं इसलिए मैं क्या करूंगा मैं देखूंगा कि इस पेज में अन्य उल्लेख क्या हैं तो आपने एल्गोरिथ्म ट्री स्ट्रक्चर ग्राफ बैकट्रैकिंग अनइनफोर्मड सर्च ट्री बैकट्रैक्स LIFO स्टैक वगैरह अन्य चीजें क्या देखी हैं अब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें केवल एक विकिपीडिया पेज ही रेफरेंट के रूप में है इसलिए इन्हें बॉक्स सर्च के रूप में दिखाया गया है तो एल्गोरिथ्म ट्री स्ट्रक्चर अनइनफोर्मड और LIFO स्टैक के केवल एक विकिपीडिया पेज है इसलिए मैं इन अनएमबीगुइस लिंक को ले जाऊंगा और यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये चार लिंक मेरे सभी संभावित सेंसेस के कितने करीब हैं तो इस संभावित सेंस के लिए ये चार लिंक कितने नज़दीक हैं और इन चार में सबसे नज़दीकी होने वाले को सेंस कहा जाएगा Refer Time 0511 यह वह लिंक होगा जिससे मैं अपने संबंधित मेंशन को लिंक करूंगा तो हम रिलेटेडनेस स्कोर की गणना कैसे करते हैं और यह बहुत सरल है आप शुरू में एकल विकिपीडिया आर्टिकल द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट सेंस और कांटेक्स्ट शब्द का प्रतिनिधित्व करके शुरू कर सकते हैं तो उदाहरण के लिए यहा क्या हो रहा है ट्री और ट्री जैसे शब्द कई अलग अलग सेंसेस मेल खाते हैं और उन्हें आप आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 कहते हैं और यदि आपको अपने वर्ड सेंस की याद है तो यह विभिन्न अर्थ बेक का निर्माण करने के समान है और चार अलग अलग सेंसेस हैं जो सेंस बेक की तरह हैं अब आप एक कांटेक्स्ट बेक ले रहे हैं जो कांटेक्स्ट ट्रैक है जहां आपको ट्री के कांटेक्स्ट में चार अलग अलग शब्द मिल रहे हैं जेसे वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड4 अब प्रत्येक शब्द की प्रॉपर्टी क्या है वे विकिपीडिया में एक पेज से लिंक करते हैं जैसे कि a w 1 a w 2 a w 3 a w 4 अब ये विकिपीडिया आर्टिकलस हैं और वे भी विकिपीडिया आर्टिकलस हैं अब समस्या उन चुनिंदा आर्टिकल्स का चयन करने में है जो सभी कांटेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ सबसे आम हैं इसलिए वह चार आर्टिकल्स में से एक है जो इन सभी चार आर्टिकल्स के साथ सबसे आम है और आप देखेंगे कि इन चार आर्टिकल्स में argmax की क्या समानता है और इसे कई अलग अलग तरीकों से कैप्चर किया जा सकता है तो हम एक विशेष मेथड के बारे में बात करेंगे तों मेथड यह है कि आप विकिपीडिया लिंक बेस्ड मेथड को लें जो दो पेजेज के समान है यदि उनके कई इनकमिंग और आउटगोइंग लिंक सामान्य हैं तो आप यह कैसे पता लगा सकते हैं कि a1 a w 1 के समान है मैं कहूंगा कि मेरे पास विकिपीडिया में दो आर्टिकल a1 a w 1 है मुझे पता है कि इस आर्टिकल के इनकमिंग लिंक क्या हैं और आउटगोइंग लिंक क्या हैं वही मैं इस आर्टिकल के लिए करूंगा और अब एक बार जब मुझे यह पता चल गया है तो मैं देख सकता हूं कि कॉमन लिंक क्या हैं तो विकिपीडिया आर्टिकल w a प्राइम दोनों कितने आर्टिकल्स से लिंक्ड हैं इसी प्रकार इन दोनों में से किन आर्टिकल्स इनसे लिंक हैं और ये पता लगाने के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं कि वे कितने समान हैं आप देख सकते हैं कि उनके टेक्स्ट सिमिलरिटी के द्वारा वे कितने समान हैं टेक्स्ट सिमिलरिटी कितनी हैं आप कोसाइन सिमिलरिटी से पता लगा सकते हैं यह एक अच्छा लिंक बेस्ड उपाय है इन दोनों से लिंक्ड कितने पेजेज हैं लिंक में क्या कॉमन हैं और वे दोनों कितने पेजेज से लिंक्ड हैं तों यह कॉमन लिंक कहलाता है और यह फिर से एक अच्छा उपाय है यह आर्टिकल इन दोनों को रेफ़र करता है जिसका अर्थ है कि उनमे कुछ कॉमन होने की आवश्यकता है जैसा कि वे दोनों एक ही आर्टिकल का फिर से उल्लेख करते हैं इसका मतलब है उनमे कुछ कॉमन होने की आवश्यकता है और आपको पता चल जाएगा कि इनकमिंग लिंक के कितने फ्रैक्शन कॉमन हैं और आउटगोइंग लिंक के कौन से फ्रैक्शन कॉमन हैं और आप इसे कंप्यूटिंग के लिए एक मेथड के रूप में लेंगे कि ये दोनों आर्टिकल कितने कॉमन हैं और इसे रिलेटेडनेस भी कहा जाता है तों हमने कीफ्रेजनेस कॉमननेस के बारे में बात की और यह रिलेटेडनेस है आप सभी कांटेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ अपनी रिलेटेडनेस का वेटेड एवरेज निकालकर एक कैंडिडेट साइज़ सेंस का पता लगा सकते हैं तो सेंस a1 की रिलेटेडनेस का पता लगाना है यह संबंधित है a w 1 a w 2 a w 3 a w 4 के साथ इस उपाय का उपयोग करके निकाल सकते है तो आप एवरेज या वेटेड एवरेज लेते हैं - कंप्यूटेड वेटेड एवरेज लेते है और जो इस सेंस की रिलेटेडनेस है a 1 a 2 a 3 a 4 और जो भी सबसे अधिक है आप इसे प्राप्त करते हैं यदि आप पिछली स्लाइड देखते हैं तो यहां आप विभिन्न सेंसेस की रिलेटेडनेस दिखा रहे हैं और इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर में सबसे अधिक रिलेटेडनेस 6326 प्रतिशत है जो इन सभी चार अलग अलग कांटेक्स्ट आर्टिकल्स के साथ रिलेटेडनेस के औसत का उपयोग करता है हम यहाँ एक वेटेड एवरेज ले रहे हैं यह वेट किस पर निर्भर होना चाहिए मुझे इसका वेट अन्य की तुलना में अधिक क्यों लग रहा है यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह इस बात पर निर्भर कर सकता है कि कौन सा कांटेक्स्ट शब्द दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है हमने यहाँ क्या किया है हमने उसका कांटेक्स्ट लिया है और उन सभी शब्दों का पता लगा लिया है जिनका यहाँ उल्लेख हैं और जहां से भी ये अनएमबीगुइस थे जो भी अनएमबीगुइस थे हम उन्हें रिलेटेडनेस का पता लगाने के लिए मेरे कांटेक्स्ट के रूप में ले रहे हैं लेकिन इनमें से कुछ टोपिक अन्य डाक्यूमेंट्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो क्या मैं इस टोपिक के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके आधार पर एक वेट दे सकता हूं अब सवाल फिर से आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौनसा टोपिक या डॉक्यूमेंट के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं आप देख सकते हैं कि वहा फिर से रिलेटेडनेस का उपयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि इन चार कांटेक्स्ट सेंसेस में से एक है या वह आर्टिकल जो दूसरों के साथ सबसे अधिक रिलेटेडनेस है जो डॉक्यूमेंट के थीम के लिए अधिक उपयुक्त है हाँ क्योंकि डॉक्यूमेंट की एक थीम है और जो शब्द उपयुक्त हैं उन्हें एक दूसरे से भी जोड़ा जाना चाहिए जिसका अर्थ है एक शब्द जो अन्य शब्दों के साथ उच्च रिलेटेडनेस रखता है उसे उच्च मान दिया जाना चाहिए और यह अच्छी विधि है जिसमे इसको यहाँ एक वेट देते है इन रिलेटेडनेस कांटेक्स्ट का वजन भिन्न होता है जो इस कांटेक्स्ट आर्टिकल से अन्य कांटेक्स्ट आर्टिकलस से संबंधित है तो सामान्य तौर पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कांटेक्स्ट शब्द को एक वेट देने के लिए उपयोग की जाती हैं तों इसको लिंक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है तो लिंक प्रोबेबिलिटी क्या है आपके कांटेक्स्ट में चार या पाँच आर्टिकल हैं जहां लिंक अनएमबीगुइस है और केवल एक लिंक है अब आप स्वयं लिंक प्रोबेबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं जो चार में से एक है जो एक कीवर्ड की तरह है जो हमेशा किसी चीज से लिंक होता है कुछ शब्द हमेशा लिंक नहीं कर सकते हैं कुछ शब्द हमेशा लिंक करते हैं इसलिए हमेशा लिंक करने वाले शब्दों को एक उच्च वेटेज दिया जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि यह एक अधिक विशिष्ट शब्द है कोई शब्द कभी लिंक होता है तो कोई कभी लिंक नहीं किया जाता है यह एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड नहीं हो सकता है तो यह एक उपाय हो सकता है लिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है इसे सामान्य विकिपीडिया में लिंक दिया जाएगा जो कि मेरी कीफ्रेजनेस के समान है और कुछ बात हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जो रिलेटेडनेस है यह पता लगाएं कि यह सेंट्रल डॉक्यूमेंट से कितनी निकटता से संबंधित है तों यह गणना अन्य सभी कांटेक्स्ट टर्म्स से रिलेटेडनेस एवरेज है इसलिए मैं प्रत्येक शब्द के लिए लिंक प्रोबेबिलिटी या कीफ्रेजनेस और रिलेटेडनेस को लेता हूं अब मेरे पास दो अलग अलग उपाय हैं इसलिए मैं इस शब्द के वेट की गणना करने के लिए इनको एक साथ कैसे लेते है आप बस प्रत्येक कांटेक्स्ट को वेट प्रदान करने के लिए एवरेज ले सकते हैं तो आपके पास कुछ शब्द हैं जो कांटेक्स्ट में अनएमबीगुइस हैं प्रत्येक शब्द के लिए प्रत्येक कांटेक्स्ट शब्द के लिए आप इस मेंशन की रिलेटेडनेस का पता लगाते हैं जो आपके कांटेक्स्ट में सेंस में से एक है वेटेड एवरेज लिया गया है और यह वेट इस बात पर निर्भर करता है कि लिंक प्रोबेबिलिटी क्या है और इस मेथड को करके आप प्रत्येक चार सेंसेस की रिलेटेडनेस का पता लगा सकते हैं इसलिए हमने चर्चा की है हम कुछ मेथड द्वारा कुछ मेंशन ले सकते हैं और फिर एक बार मेंशन के साथ हम पता लगाकर एक लिंक दे सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट कांटेक्स्ट मेंशन के समान हैं लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल यह है कि जब हम यह एप्रोच कर रहे हैं तो क्या मैं वापस जा सकता हूं और अपने मेंशन डिटेक्शन वाले हिस्से में भी सुधार कर सकता हूं कैसे में मेंशन का पता लगा सकता हूं इसलिए मैं डॉक्यूमेंट में सभी n ग्राम इकट्ठा कर रहा था और केवल उन को बनाए रखना जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थ्रेशोल्ड से अधिक है तो मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ शुरू करता हूं वहां मैं विभिन्न n ग्राम लेता हूं और यहाँ मैं कुछ पैटर्न ले सकता हूं वे संज्ञा समूह या कुछ और हैं मैं कुछ n ग्राम पैटर्न 1 2 3 लेता हूं और फिर देखता हूं कि इनमें से प्रत्येक की कीफ्रेजनेस क्या है और जो भी इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है मैं उसे मेंशन की तरह लेता हूं और फिर यह एक मेंशन है और फिर मैं अपने लिंक डिसएमबीगुइशन पार्ट के लिए जाता हूं लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि जब मैं उपयुक्त एंटिटीस को उल्लेख कर रहा हूं तो मैं कांटेक्स्ट का उपयोग नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि यह एक अच्छा शब्द है क्या यह एक अच्छा कीफ्रेज है या नहीं क्या इसमें अच्छी तरह से कीफ्रेजनेस है या नहीं है इसलिए किसी कांटेक्स्ट से स्वतंत्र यह एक अच्छा मेंशन है या नहीं तो सवाल यह है कि क्या मैं कांटेक्स्ट का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकता हूं कि अच्छे मेंशन क्या हैं और कौनसे अच्छे मेंशन नहीं हैं और यही हम देखेंगे तो क्या यह सबसे अच्छा मेथड है अतः शेष सभी फ्रेसेस पहले बताए गए एप्रोच का उपयोग करके डिसएमबीगुइटेड कर दिए गए हैं इसलिए हमारे पास जो भी मेंशन मिले हैं या जो भी फ्रेसेस हमें मिले हैं वे हमारे पास मौजूद एप्रोच का उपयोग करते हुए डिसएमबीगुइशन करते हैं तो अब इस एप्रोच को करने से आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल सकती हैं जैसे कि लिंक क्या हैं यहां उपयुक्त मेंशनस क्या हैं वे किस विकिपीडिया पेजेज से लिंक हैं तो आपको कुछ नए विकिपीडिया पेजेज भी मिल रहे हैं अब आप इस अतिरिक्त जानकारी का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि क्या वे मेंशनस के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं तो क्या आप इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते है कि किन कॉन्सेप्ट्स को लिंक्ड करना चाहिए तो यहाँ एक उदाहरण है तो आपके पास एक विकिपीडिया पेज है यह एक न्यूज़ आर्टिकल की तरह है डेमोक्रेटस डील इस क्लिंटन सेटबैक है और बहुत सारे वाक्य यहाँ हैं अब आपका एप्रोच क्या है आपके एप्रोच में आप विभिन्न मेंशनस को लेते हैं जैसे हिलेरी क्लिंटन विभिन्न स्थानों पर होते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि विकिपीडिया में कौन सी एंटिटी है जो इससे जुड़ेगी इसी तरह बराक ओबामा नॉमिनेशन वोट मिशिगन ये सभी उनके विभिन्न विकिपीडिया एंटिटीस से जुड़े हैं आपको यह सब आपके लिंक डिसएमबीगुइशन फ्रेस से मिलता है अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या मैं इसका उपयोग यह जानने के लिए कर सकता हूं कि मेरे टेक्स्ट से अच्छे मेंशनस क्या हैं और हमें इसे किसी प्रकार की लर्निंग प्रॉब्लम में बदलना होगा लर्निंग प्रॉब्लम जहां मैं एक डेटा पर अपना एल्गोरिथ्म चलाता हूं और यह देखता हूं कि मैं क्या उल्लेख कर रहा हूं मैं यह पता लगा रहा हूं कि लिंक क्या हैं जिनसे मैं जुड़ रहा हूं अब जब मुझे यह सारी जानकारी मिल गई तो कोई मुझे गोल्ड स्टैण्डर्ड देता है कि यहाँ क्या अच्छे लिंक हैं क्या अच्छे लिंक नहीं हैं इसका उपयोग करके मैं सीख सकता हूँ कि मेरे अच्छे कैंडिडेटस कौन से हैं जिनका मेंशन किया जाना चाहिए और किन अच्छे कैंडिडेटस का मेंशन नहीं किया जाए मैं अपने उदाहरण पर वापस आ रहा हूं मैं टेक्स्ट डेटा के साथ शुरू करता हूं और मुझे पता चलता है कि कुछ मेंशनस हैं उनके पास एक थ्रेशोल्ड से ऊपर एक महत्वपूर्ण फ्रेस है अब मैं उन्हें अपने विकिपीडिया आर्टिकल्स से भी लिंक करता हूं इनमें से कुछ को उसी आर्टिकल से जोड़ा जा सकता है मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के लिए करता हु अब मान लीजिए कि कोई मुझे बताता है कि वास्तव में यह एक अच्छा मेंशन है यह एक अच्छा मेंशन है यह एक अच्छा मेंशन है लेकिन यह इतना अच्छा मेंशन नहीं है यह एक अच्छा मेंशन है यह इतना अच्छा मेंशन नहीं है एक बार मेरे पास यह सब जानकारी होने के बाद क्या मैं इसका पता लगाने के लिए एक मशीन लर्निंग मेथड विकसित कर सकता हूं एक आर्टिकल दिया गया है एक मेंशन दिया गया है और इसे सभी कांटेक्स्ट में विकिपीडिया पेज पर स्वीकृत किया गया है क्या यह बिल्कुल अच्छा मेंशन है तों इन सभी विशेषताओं के साथ एक फ्रेस दिया गया है यह इस डॉक्यूमेंट के लिए एक अच्छा मेंशन है या नहीं अब आप यह कह सकते हैं कि एक बार आपने मुझे टेक्स्ट दिया है तों मेरे द्वारा उठाए गए सभी कदम डीटरमिनिस्टिक हैं इसलिए मैं कीफ्रेजनेस लागू कर सकता हूं मैं मेंशनस का पता लगा सकता हूं मैं उन्हें अपने विकिपीडिया पेजेज से जोड़ सकता हूं यह सब मैं आसानी से कर सकता हूं लेकिन मैं गोल्ड स्टैण्डर्ड को कैसे प्राप्त करूंगा कि यह उपयुक्त मेंशन में है यह उपयुक्त मेंशन में नहीं है और यह बैट बोटलनेक्स में से एक है मुझे यह वास्तविक लिंक कैसे मिले और इतने अच्छे लिंक नहीं है और अच्छे मेंशनस हैं और इतने अच्छे मेंशनस नहीं है अब यहाँ क्या दिलचस्प विचार है क्या आप फिर से विकिपीडिया का उपयोग कर सकते हैं तो आप इसके लिए विकिपीडिया का उपयोग कैसे करेंगे यदि आप थोड़ा सोचते हैं तो आप विकिपीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं तों यह वास्तव में बहुत आसान है तो आप विकिपीडिया को लेते हैं और कुछ विकिपीडिया आर्टिकल्स a1 a2 a3 a4 a5 इत्यादि लेते हैं अब प्रत्येक आर्टिकल में से आप हाइपरलिंक स्ट्रक्चर को भूल जाए और इसे एक प्लेन टेक्स्ट के रूप में लें और इसे अपने एल्गोरिथ्म में फ़ीड करें तो एल्गोरिथ्म इनपुट प्लेन टेक्स्ट a1 के रूप में लेता है और इसे चलाता है तो आपका एल्गोरिथ्म इसे चलाकर यह बताएगा कि मेंशनस क्या हैं वे क्या लिंक करते हैं और इसी तरह अब क्योंकि a1 पहले से ही विकिपीडिया में है तों आप जानते हैं कि कौनसे मेंशनस अच्छे हैं कौनसे मेंशनस अच्छे नहीं हैं तो वहाँ से आप स्वचालित रूप से अपने गोल्ड स्टैण्डर्ड का निर्माण कर सकते हैं और एक बार आपके पास गोल्ड स्टैण्डर्ड होने के बाद आप मशीन लर्निंग मेथड लागू कर सकते हैं कि इस फ्रेस के चारों ओर एक विशेषता दी गई है क्या यह इस कांटेक्स्ट में अच्छा मेंशन है या नहीं और यह आपकी समस्या का समाधान करेगा तो यह ऐसा है जैसे आप विकिपीडिया का उपयोग करके लिंक करना सीख रहे हैं इसलिए विकिपीडिया डेटा को आप एक प्रशिक्षण डेटा के रूप में ले रहे हैं और लेबलिंग के कुछ मैनुअल प्रयासों के बिना भी इससे अपने गोल्ड स्टैण्डर्ड का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि इस लेबलिंग में बहुत अधिक समय लगेगा और यह आपको स्वचालित रूप से ऐसा करने में मदद करेंगे तो मैं क्या करूंगा अब एक बार मैंने विकिपीडिया को इनपुट के रूप में ले लिया है तों जो भी फ्रेसेस ने मुझे एक विकिपीडिया आर्टिकल दिया वो वास्तव में मूल आर्टिकल में था वे संभव उदाहरण हैं और जो कुछ भी नहीं था वह एक नेगेटिव उदाहरण बन गया और इसलिए आपको संभावित नेगेटिव उदाहरण मिले और आप इसे क्लासिफायर को दे सकते है फिर आप इन विभिन्न मेंशनस और आर्टिकल्स के आसपास विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह एक अच्छा मेंशन है या नहीं तो आप विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करते हैं जैसे फ्रेसेस जहां उन्हें क्लासिफायर करने के लिए सूचित किया गया था कि किस टोपिक को लिंक्ड किया जाना चाहिए और किसको नहीं तो अब संभव विशेषताएं क्या हो सकती हैं जो आप किसी दिए गए n ग्राम फ्रेस से उपयोग कर सकते हैं तो हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं इनमें से कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो आपने पहले ही देखी हैं और कुछ अन्य विशेषताएं इस बात पर निर्भर कर सकती हैं कि लोग वास्तव में विकिपीडिया आर्टिकल कैसे लिखते हैं तो अच्छी विशेषताएं क्या हैं तो एक विशेषता जिसे हम उपयोग कर सकते हैं वह लिंक प्रोबेबिलिटी है इसलिए यह दिए गए मेंशन के लिए है कि लिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है अब यदि यह हिलेरी क्लिंटन क्लिंटन जैसे कई स्थानों पर हो रहा है तो वे अलग अलग विभिन्न रूपों में हो रहे हैं तो इन फ्रेसेस में से प्रत्येक पर उनकी लिंक प्रोबेबिलिटी क्या हैं इस लिंक प्रोबेबिलिटी का एवरेज या मैक्सिमम ले लो और यह एक विशेषता हो सकती है इसलिए आप संयुक्त रूप से हिलेरी क्लिंटन और क्लिंटन को संयुक्त रूप से कर रहे हैं उन्हें लिंक्ड होना चाहिए या नहीं और आप यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर एवरेज या मैक्सिमम रूप से लेने पर लिंक प्रोअबिलिटी क्या है दोनों एक विशेषता हो सकती है फिर आप रिलेटेडनेस का उपयोग कर सकते हैं कि ये फ्रेसेस डॉक्यूमेंट के सेंट्रल थीम से कितने संबंधित हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि पूरे आर्टिकल में अलग अलग अनएमबीगुइस लिंक के साथ इन फ्रेसेस की क्या रिलेटेडनेस है तो यह एक और विशेषता हो सकती है यदि वे बहुत अधिक रिलेटेड हैं तो केवल आप उन्हें अपने मेंशनस के रूप में लेंगे यदि वे डॉक्यूमेंट के पूरे टोपिक से रिलेटेड नहीं हैं इसका मतलब है कि वे शायद मेंशनस के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं तब आप उस डिसएमबीगुइशन कॉन्फिडेंस का उपयोग भी कर सकते हैं जब आप इस मेंशन पर डिसएमबीगुइशन करने की कोशिश कर रहे हों कि आपका क्लासिफायर कितना भरोसेमंद है यदि आपका क्लास्सीफ़ाय करना बहुत भरोसेमंद नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास उन डॉक्यूमेंट में पर्याप्त कांटेक्स्ट नहीं है और यह एक अच्छा मेंशन नहीं हो सकता है तो यह कॉन्फिडेंस भी फीचर्स में से एक हो सकता है फिर आप उस जेनेरेलिटी का उपयोग कर सकते हैं जब आप अपने टेक्स्ट में कुछ फ्रेसेस को लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं आप कुछ ऐसा लिंक नहीं करना चाहते हैं जो बहुत बहुत ही सामान्य है जिसके बारे में सभी लोग पहले से ही जानते हैं तो आप उन फ्रेसेस को लिंक करना चाहते हैं जो बहुत विशिष्ट हैं तों आप कैसे जान सकते हैं कि विशेष फ्रेसेस के बारे में जो सामान्य या विशिष्ट है इसके लिए आप विकिपीडिया के केटेगरी ट्री का उपयोग कर सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं कि इस विशेष मेंशन में ट्री की डेप्थ कितनी है यदि यह बहुत ही शीर्ष लेबल पर आता है तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है लेकिन यह ट्री में बहुत कम आता है का अर्थ है यह एक विशिष्ट शब्द है इसलिए विशिष्ट शब्दों को उच्च वरीयता दी जा सकती है तो यह आपकी सुविधा की तरह भी हो सकता है कि विकिपीडिया हायरार्की ट्री में डेप्थ क्या है और फिर आप यह भी देख सकते हैं कि डाक्यूमेंट्स को कैसे लिखा जाता है जहां इस सभी एंटिटीस का मेंशनड है उदाहरण के लिए यह एक अच्छी एंटिटी है तो इसका परिचय में मेंशनड किया जाएगा इसी तरह इसका मेंशन आर्टिकल सेक्शन के कन्क्लूशन में किया जाएगा यदि यह प्रारंभिक कुछ पंक्तियों या अंतिम कुछ पंक्तियों में मेंशनड है तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है तो आप बस शुरुआत और अंत से ऑफसेट को माप सकते हैं फिर आप उस प्रसार को भी देख सकते हैं जो कि बीच की दूरी है जिसे आप लास्ट मेंशन में मेंशन करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट में प्रतिक्रिया कितनी दूर है यदि प्रसार अधिक है इसका मतलब है कि यह एक अच्छा मेंशन हो सकता है यदि प्रसार कम है तो इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट के बहुत छोटे टोपिक को ही कवर किया गया है तो यह फिर से इस कार्य के लिए एक सुविधा हो सकती है और आप कई अन्य सुविधाओं के बारे में सोच सकते हैं जो इन सुविधाओं को आपके क्लासिफायर में जोड़ती हैं और आप सीख रहे हैं कि क्या इन सभी विशेषताओं के साथ यह फ्रेस दिया गया है यह उल्लेख के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है या नहीं और यह ऐसा है जैसे आप विकिपीडिया स्ट्रक्चर का उपयोग करके लिंक करना सीख रहे हैं जैसे कि आप कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं लेकिन एंटिटी लिंक के बारे में यह मूल अवधारणा है कि आप विभिन्न तरीकों का मेंशनस कैसे करते हैं एक बार जब आप मेंशन करते हैं कि आप उन्हें विकिपीडिया या किसी अन्य डेटाबेस में उनकी उपयुक्त एंट्रीज़ से कैसे लिंक करते हैं और आप इस कार्य का उपयोग अपने मेंशनस को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं और आप इसे अलग अलग एप्लीकेशनस में ले सकते हैं अलग अलग डेटाबेस ले सकते हैं और आप इस कार्य के लिए विभिन्न रूपों की कोशिश कर सकते हैं इसलिए हम एंटिटी लिंकिंग पर अपनी चर्चाओं को समाप्त करते हैं अगले व्याख्यान में हम इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो एक डॉक्यूमेंट से है जहां बहुत सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टेक्स्ट डेटा हैं आप विभिन्न एंटिटीस और उनके बीच संबंधों की पहचान कैसे